इस पाठ में हम y मापदंडों पर विचार करेंगें जो आश्रित और स्वतंत्र चरों के एक विशेष विकल्प के अनुरूप है आइये हम पुनः एक रैखिक नेटवर्क पर विचार करें इसका अर्थ है कि वहां अंदर कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है लेकिन वहां आश्रित स्रोत और रैखिक प्रतिरोधक हो सकते हैं यह पोर्ट एक है यह पोर्ट दो है और आइये इन पोर्टों पर लागू होने वाले वोल्टेज के बारे में सोचें V 1 इस तरह से लागू होता है V 2 उस तरह से लागू होता है और तो हमारे पास इसके पार V 1 और इसके पार V 2 होंगें और हमारे पास I 1 यहां है और I 2 वहां है पुनः ये दिशाएं चर को परिभाषित करने के लिए कन्वेंशन है परिपथ के सेट के आधार पर वास्तविक विद्युत धारा कुछ भी हो सकती है अब जैसा कि हम जानते है क्योंकि ये रैखिक परिपथ है प्रत्येक शाखा वोल्टेज और आतंरिक विद्युत धारा स्वतंत्र स्रोतों का एक रैखिक संयोजन होगा जो कि V 1 और V 2 है तो I 1 और I 2 भी V 1 और V 2 के रैखिक संयोजन होंगें तो I 1 होगा कुछ × V 1 कुछ और गुणन V 2 स्पष्ट रूप से आयाम स्थिरता रखने के लिए इन मात्राओं में कंडक्टेन्स के आयाम होने चाहिए वास्तव में यही कारण है कि इसे y मापदंड कहा जाता है हम जानते है कि G वह अक्षर है जिसका उपयोग कंडक्टेन्स को दर्शाने के लिए किया जाता है लेकिन आवृत्ति पर निर्भर परिपथ के लिए यह है वहां कंडक्टेन्स का सामान्यीकृत रूप होता है जिसे एडमिटेंस के रूप में जाना जाता है जो कि विद्युत धारा से वोल्टेज का अनुपात भी होता है और ऐसा होता है अक्षर y द्वारा निरूपित होता है तो ये मापदंड जिनमें रैखिक संयोजन में आनुपातिकता स्थिरांक के रूप में ये कंडक्टेन्स है उन्हें y मापदंड कहा जाता है अभी हमारे लिए केवल एक नाम इन्हें मापदंड द्वारा बुलाया जाता है और इन y मापदंडों में कंडक्टेन्स के आयाम है और इसी प्रकार विद्युत धारा I 2 V 1 और V 2 का एक रैखिक संयोजन होगा और इन स्थिरांकों के पास पुनः से कंडक्टेन्स के आयाम होंगें अब ये चारो मापदंड एक साथ y 1 1 y 1 2 y 2 1 y 2 2 ये दो पोर्ट के y मापदंड हैं अब इस संबंध को और अधिक सघनता से व्यक्त किया जा सकता है यदि आप दो विद्युत धाराओं को दो लंबाई के अक्षर के रूप में लिखते है और हमारे पास है y 1 1 y 1 2 y 2 1 y 2 2 को एक आव्यूह × वोल्टेज के सदिश V 1 V 2 के रूप में व्यवस्थित किया गया है तो I 1 है y 1 1 × V 1 y 1 2 × V 2 I 2 है y 2 1 बार V 1 y 2 2 × V 2 तो यह आव्यूह यहाँ कई है × दो पोर्ट नेटवर्क का y आव्यूह कहा जाता है तो y आव्यूह में चार मापदंड होते है क्योंकि हमारे पास दो आश्रित चर और दो स्वतंत्र चर है वहां चार मापदंड है जो विद्युत धाराओं से वोल्टेज को संबंधित करते है और ये सब स्क्रिप्ट यहां है तो आइये हम y 1 2 लेते है तो पहली सब स्क्रिप्ट प्रभाव अर्थ I 1 को दर्शाती है I 1 y 1 2 × V 2 है तो y 1 2 × V 2 क्या है यह V 2 से I 1 का योगदान है तो I 1 है एक प्रभाव V 2 कारण है तो पहली सब स्क्रिप्ट दर्शाती है कौन से प्रभाव और दूसरा एक दर्शाता है कौन से कारण या दूसरे शब्दों में आप सोच सकते है यह इनपुट है और यह आउटपुट है तो V 2 आपको I 1 देने के लिए y 1 2 से स्केल किया जाता है तो यह सबस्क्रिप्ट का अर्थ है और आप देख सकते है कि बाकी सभी के लिए यह है उसी प्रकार आपको I 2 देने के लिए V 2 y 2 2 द्वारा स्केल किया जाता है और इसी प्रकार तो यही y मापदंडों की परिभाषा है अभी तक हमने कुछ खास नहीं किया है तो हम जानते थे कि I 1 और I 2 V 1 और V 2 के रैखिक संयोजन होंगें और यह वही है जिसे हमने व्यक्त किया है और वहां इन चीजों को नीचे लिखने का एक मानक तरीका है और यह वही है जिसे मैंने यहां दिखाया है बस एक समरूपता बनाएं एक पोर्ट के साथ अगर आपके पास एक एकल पोर्ट है और आप V के बारे में सोचते है कारण के रूप में माना V 1 वहां केवल एक एक पोर्ट है तो V 1 कारण के रूप में और I 1 प्रभाव के रूप में हम जानते है कि I 1 है कुछ कंडक्टेन्स × V 1 हमारे पास जो है वह बिल्कुल वैसा ही है इसे हम कुछ और कहते है हम इसे y 1 1 × V 1 कहते है एक पोर्ट परिपथ या एक पोर्ट नेटवर्क के मामले में हमारे पास केवल एक मापदंड है दो पोर्ट नेटवर्क के मामले में हमारे पास चार मापदंड है और इसी प्रकार आप कल्पना कर सकते है कि तीन पोर्ट नेटवर्क के मामले में हमारे पास नौ मापदंड होंगें क्योंकि हमारे पास तीन वोल्टेज और तीन विद्युत धाराएं होंगी और इसी तरह इसलिए यदि आपके पास n पोर्ट नेटवर्क है आपके पास N वोल्टेज और N विद्युत धाराओं के बीच एक मापदंड संबंध होगा अब आइए हम एक बार फिर इस पर विचार करें हमें यह भी पता लगाने की आवश्यकता है कि इस मापदंड को कैसे मापें मतलब इस मामले में जब हमारे पास एक एक पोर्ट है हम जानते है कि इसे कैसे मापना है हम वोल्ट लागू करते है और ज्ञात करते है विद्युत धारा और विद्युत धारा से वोल्टेज का अनुपात यह एकल y मापदंड है वहां बाहर मैं इस कंडक्टेन्स को इस मापदंड y 1 1 के रूप में कह सकता हूं वहां एक पोर्ट के मामले में केवल एक मापदंड है तो आप यह कैसे करते है आप V 1 को लागू करते है I 1 को मापते है और I 1 बाय V 1 अनुपात की गणना करते है तो इसी प्रकार हम इस मापदंड को मापते है आप दो पोर्ट के मामले में क्या करते है हमारे पास चार मापदंड है तो इसका मतलब है कि हमें वो चार माप चाहिए और इसे करने का सुविधाजनक तरीका है मान लीजिए कि हम y 1 1 को मापना चाहते है y 1 1 इस पहले समीकरण में दिखाई देता है सबसे आसान तरीका यह है कि V 2 को 0 पर सेट करें तो वह दूसरा पद पूरी प्रकार से गायब हो जाता है और हमारे पास I 1 बराबर y 1 1 × V 1 है और उससे हम y 1 1 को माप सकते है V 2 को 0 पर सेट करें V 1 को लागू करें और I 1 को मापें क्योंकि हमने V 2 को 0 कहा I 1 सरलता से y 1 1 × V 1 होगा यह V 2 के 0 के बराबर होने के साथ है इसलिए y 1 1 कुछ और नहीं बल्कि V 1 से विभाजित I 1 है जब V 2 को 0 पर सेट किया जाता है दूसरे शब्दों में V 2 को शून्य पर सेट करने का क्या अर्थ है हम दूसरे पोर्ट को शॉर्ट परिपथ करते है तो आप दूसरे पोर्ट को शॉर्ट करते है और अनिवार्य रूप से पहले पोर्ट को देखते हुए कंडक्टेन्स को मापते है क्योंकि जब आप दूसरे पोर्ट को शॉर्ट परिपथ करते है यह पूरी चीज हमारे पास बस ये दो टर्मिनल है इसके साथ खेलने के लिए हम एक वोल्टेज लागू करते है और वहां जाने वाली विद्युत धारा को ज्ञात करते है विद्युत धारा वोल्टेज का अनुपात लेते है तो यह और कुछ नहीं बल्कि कंडक्टेन्स है और पोर्ट एक जब पोर्ट दो शॉर्ट है तो क्या हमने y 1 1 को माप लिया है तो हम इसे अन्य तीन मापदंडों के लिए जारी रख सकते है यदि आप y 1 2 को मापना चाहते है आप क्या करते है आप V 1 को शून्य पर सेट करते है धारणा समान है I 1 y 1 1 V 1 y 1 2 V 2 है तो यदि आप V 1 को शून्य पर सेट करते है इस बार गायब हो जाता है और आपके पास केवल 1 2 वाला पद होगा फिर आप V 2 को लागू करें और I 1 को मापें मतलब हमारे पास पोर्ट एक और दो है यह V 2 है हम पोर्ट एक को शॉर्ट परिपथ करते है वह V 1 को 0 पर सेट करने का अर्थ है और हम V 2 लागू करते है और I 1 को मापते है अर्थात् हम वोल्टेज को पोर्ट दो पर लागू करते हुए पोर्ट एक में विद्युत धारा को मापते है और आप V 1 को शून्य पर सेट करते हुए y 1 2 को I 1 बाय V 2 के रूप में माप सकते है जिसका अर्थ है पोर्ट एक शॉर्ट है पर इसलिए कंडक्टेन्स के मामले के विपरीत आप विद्युत धारा को माप रहे है और पोर्ट एक वहां वोल्टेज नीचे पोर्ट दो पर लागू होता है ऐसा एक माप यह गैर ट्रांस कंडक्टेन्स माप है अर्थात् आप यहां वोल्टेज लागू करते है और विद्युत धारा को कहीं और मापते है जहां हम पोर्ट पर वोल्टेज लागू करते है और उसी पोर्ट पर विद्युत धारा को मापते है आप कंडक्टेन्स को माप रहे होंगें यदि आप कुछ पोर्ट पर लागू करते है विद्युत धारा को किसी अन्य पोर्ट पर मापते है आप ट्रांस कंडक्टेन्स को मापेंगें तो इसे पोर्ट दो से पोर्ट एक तक ट्रांस कंडक्टेन्स भी कहा जा सकता है यही कारण है उद्दीपन पोर्ट दो पर है और प्रभाव या प्रतिक्रिया पोर्ट एक पर है अब हम इसे देख सकते है स्पष्ट विस्तार से हम अन्य दो मापदंडों को भी माप सकते है साथ ही आप y 2 1 I 2 को माप सकते है है y 2 1 V 1 y 2 2 V 2 केवल y 2 1 वाले पद को बनाए रखें हम V 2 को शून्य पर सेट करते है तो V 2 को शून्य के बराबर सेट करें V 1 लागू करें और I 2 को मापें y 2 1 V 2 के शून्य होने के साथ I 2 बाय V 1 का अनुपात होगा और यदि मैं इसके लिए परिपथ खींचता हूं तो मैं V 1 को पहले पोर्ट पर लागू करता हूं मैं दूसरे पोर्ट को शॉर्ट परिपथ करता हूं और मैं विद्युत धारा I 2 को मापता हूं तो मैं पोर्ट दो को शॉर्ट परिपथ करने के साथ पोर्ट 1 2 पोर्ट दो से ट्रांस कंडक्टेन्स को मापता हूं अंत में y 2 2 को मापने के लिए I 2 है y 2 1 V 1 y 2 2 V 2 है और y 2 2 को मापने के लिए हमने कहा कि V 1 शून्य के बराबर है तो वह पथ के पद हैं और एक V 1 को शून्य पर सेट करने के बाद V 2 को लागू करता है I 2 को मापता है और y 2 2 की गणना V 1 के शून्य होने के साथ I 2 बाय V 2 के अनुपात के रूप में करता है और y 2 बाय V 2 यह अनुपात क्या है हम पोर्ट एक को शॉर्ट परिपथ करते है और हम यहां V 2 लागू करते है और I 2 वहां जाता है इसलिए अनिवार्य रूप से हम पोर्ट एक को शॉर्ट परिपथ करने के साथ पोर्ट दो को देखते हुए कंडक्टेन्स को माप रहे है तो यह पोर्ट एक को शॉर्ट परिपथ करने के साथ पोर्ट दो पर कंडक्टेन्स है तो इसी प्रकार हम चार मापदंडों का मूल्यांकन करेंगें इसलिए यदि आपको एक परिपथ दिया जाता है और आप कार्यकारी उदाहरण पत्र में देखेंगें तो आपको इन चार मापदंडों को मापने के लिए क्या करना है चार मापों को करने के लिए इसे करने का सबसे सुविधाजनक तरीका है किसी एक पोर्ट को शॉर्ट करना और दो पोर्टों पर माप करना फिर दूसरे पोर्ट को शॉर्ट करना और दो पोर्टों पर माप करना ताकि वह आपको चार मापदंड दे अब इसे करने के अन्य तरीके सुनिश्चित करने के लिए यह V 1 और V 2 के लिए अलग अलग संयोजन लेता है और विद्युत धाराओं I 1 और I 2 को मापता है इन संयोजनों के लिए आपको चार अलग अलग समीकरण मिलेंगें और उसमें से आप चार मापदंडों के लिए हल कर सकते है लेकिन यह चार मापदंडों की गणना करने का सबसे सुविधाजनक तरीका है अब क्योंकि y मापदंडों के मापन में पोर्टों को शॉर्ट करना शामिल है y मापदंडों को शॉर्ट परिपथ मापदंड के रूप में भी जाना जाता है तो संक्षेप में y 1 1 है I 1 बाय V 1 याद रखें दूसरी सब स्क्रिप्ट यहां पहली वाली पर जाती है वहां पर V 2 0 के बराबर के साथ जाता है मतलब पोर्ट दो है इसे शॉर्ट करें और y 1 2 V 1 शून्य के बराबर के साथ I 1 बाय V 2 है अथवा पोर्ट एक इसे शॉर्ट करें y 2 1 V 2 शून्य के बराबर के साथ I 2 बाय V 1 है तो वह पोर्ट दो है इसे शॉर्ट करें और अंत में y 2 2 V 1 शून्य के बराबर के साथ I 2 बाय V 2 है पोर्ट एक इसे शॉर्ट करें तो आप जो कर सकते है कि आप पोर्ट दो को शॉर्ट करें अर्थात् आपने कहा है कि V 2 0 वोल्टेज के बराबर है वोल्टेज V 1 को लागू करें फिर आप 1 1 I 2 को प्राप्त करने के लिए y 2 1 को प्राप्त करने के लिए I 1 को माप सकते है फिर आप पोर्ट दो से शॉर्ट को हटा दें और फिर इसके बजाय पोर्ट एक को शॉर्ट करें और पोर्ट दो पर V 2 लागू करें फिर आप y 1 2 को प्राप्त करने के लिए I 1 और y 2 2 प्राप्त करने के लिए I 2 को मापें अब ये दो y 1 1 और y 2 2 बेशक विशिष्ट परिस्थितियों में कंडक्टेन्स हैं यह दूसरे पोर्ट को शॉर्ट करने के साथ परिपथ को देखने वाला कंडक्टेन्स है और यह y 2 1 और y 1 2 ट्रांस कंडक्टेन्स है अर्थात् विद्युत धारा वोल्टेज का अनुपात लेकिन एक ही पोर्ट पर नहीं विद्युत धारा किसी पोर्ट पर सेट है और वोल्टेज कुछ अन्य पोर्ट पर